नमस्कार इसलिए हम सेवाओं के कारोबार में मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं और हमने कल इस विशेष स्लाइड के साथ निष्कर्ष निकाला जो आपके सामने है और आपको याद है कि हमने कहा था कि आज हम जिस उन्नत विषय पर चर्चा कर रहे हैं राजस्व प्रबंधन उन सेवाओं में सबसे अधिक लागू होता है जिनमें उच्च निश्चित लागत संरचना अपेक्षाकृत निश्चित क्षमता खराब सूची परिवर्तनशील और अनिश्चित मांग और बदलती ग्राहक मूल्य संवेदनशीलता होती है मैंने आपसे इस बारे में सोचने का अनुरोध किया है कि कौन सी सेवाएँ इन मानदंडों से मेल खा सकती हैं और आप में से कई ने सही बताया है हम एयरलाइंस पर नज़र डाल सकते हैं हम होटलों को देख सकते हैं हम क्रूज जहाजों को देख सकते हैं हम कार किराए पर देख सकते हैं कार किराये की सेवाएं ये सेवाएं हैं जो इन पांच मानदंडों से मेल खाती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और एक राजस्व प्रबंधन जो मूल रूप से विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए अलग अलग कीमतों और एक ही एपिसोड के भीतर विभिन्न प्रकार की मांगों पर शुल्क लगा रहा है इसलिए यदि आप एयरलाइंस को देख रहे हैं तो हम एयरलाइन की एक विशेष उड़ान को देख रहे हैं उदाहरण के लिए बॉम्बे टू गोवा या हम दिल्ली से गोवा या दिल्ली से त्रिवेंद्रम और इसी तरह की उड़ानों को देख रहे हैं जहां हमारे पास ग्राहकों का मिश्रण है कुछ व्यवसाय पर यात्रा कर रहे हैं कुछ सम्मेलनों के लिए यात्रा कर रहे हैं कुछ आनंद के लिए यात्रा कर रहे हैं और पर्यटन और ऐसे ही अन्य तो इन विभिन्न ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की मांगें और विभिन्न प्रकार की मूल्य संवेदनशीलता हैं और उनकी यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार के बजट भी हैं और इस प्रतिमान में शामिल एयरलाइंस या होटल सेवाएं हैं जहां एक बड़ा बुनियादी ढांचा निश्चित लागत है अपेक्षाकृत निर्धारित क्षमता जैसे कि कमरों की संख्या या एयरलाइंस पर सीटों की संख्या और हम एक विशेष प्रकरण को देख रहे हैं इसका मतलब है कि एक विशेष उड़ान या होटल के लिए विशेष दिन या मौसम या जहाज के एक विशेष क्रूज या किराये की कार सेवाओं के एक विशेष दिन और इसलिए हमारे पास यह विनाशकारी इन्वेंट्री होगी क्योंकि यदि उस उड़ान ने उड़ान भरी है और यदि कुछ सीटें खाली हैं या यदि कुछ सीटें बहुत कम कीमत पर बेची गई हैं या कुछ सीटें सही प्रकार के ग्राहक से नहीं भरी गई हैं फिर हम अवसरों को खो रहे हैं जिसे हम कभी वापस नहीं ले सकते हैं और उस हद तक हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसे हम सेवा की खतरनाक विशेषताएं कहते हैं और एयरलाइंस होटल जैसी सेवाएं इस विशेषताओं के लिए विशेष रूप से टिकाऊ होती हैं यह कहलाती है भंगुरता अब इस पर बोर्ड पर आपके पास संभावनाओं का एक और सेट है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास x अक्ष पर निश्चित मूल्य और परिवर्तनीय मूल्य है y अक्ष पर हमारे पास सेवा की अवधि है वहां हमने अनुमानित अवधि और अप्रत्याशित अवधि ली है इसलिए यदि आप रेस्तरां को देख रहे हैं तो कहें कि रेस्तरां में एक ग्राहक कब तक रहेगा उसका भोजन या समूह और वे सभी क्या ऑर्डर करेंगे ऑर्डर करने के बीच वे कितना समय बिताएंगे आदि ये अप्रत्याशित है इसी तरह फिल्मों के मामले में अवधि अनुमानित है और इसलिए कीमत आमतौर पर तय होती है इसलिए जिस क्वाड्रंट में हम सबसे अधिक रुचि रखते हैं वह यह विशेष रूप से क्वाड्रंट है जो कि अनुमानित मांग के साथ परिवर्तनीय मूल्य है यदि मांग अप्रत्याशित है तो चर मूल्य निर्धारण में कुछ अन्य समस्याएं हैं इसलिए हमारे उद्देश्य के लिए राजस्व प्रबंधन के लिए हम इस विशेष चतुर्थांश में रुचि रखते हैं अब जैसा कि यहाँ दिखाया गया है राजस्व प्रबंधन का एक पूरा उद्देश्य विभिन्न प्रकार की माँगों के साथ विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को आपकी सेवा सुविधा के विभिन्न वर्गों के साथ विभिन्न प्रकार की माँगों को पूरा करके सेवा के प्रति प्रकरण को अधिकतम करना है हमें राजस्व प्रबंधन को सही ढंग से लागू करने के लिए बहुत से आंकड़े जुटाने होंगे हमें कुछ मामलों में दिन प्रतिदिन प्रति घंटे या सप्ताह के आधार पर मांग पैटर्न का निरीक्षण करना होगा हमें यह देखना होगा कि किस तरह के ग्राहक किस समय और किस तरह की मांग को लेकर आगे आ रहे हैं इसलिए जैसा कि मैं थोड़ा और चर्चा करता हूं और आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं यह स्पष्ट हो जाएगा लेकिन इस बिंदु पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना है आखिरकार हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यदि कोई परिमित क्षमता है तो हम अलग बाल्टी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बाल्टी नंबर 1 है यह बाल्टी नंबर 2 है यह बाल्टी नंबर 3 है जहां हम अलग अलग कीमत वसूल करेंगे और हमें बाल्टियों को इस तरह से बनाना होगा कि उनमें हमारे पास कुछ आवंटन क्षमता हो या हम कुछ बाल्टी से दूसरी बाल्टी में कुछ क्षमता पलायन कर सकें ये होटल या एयरलाइनों पर अपेक्षाकृत अच्छी तरह से किए जाते हैं क्योंकि क्षमता की तरफ भी हम कुछ नवाचार कर सकते हैं जिससे हम वास्तव में बिजनेस क्लास की सीटों के लिए आवंटित जगह को इकोनॉमी सीट्स से या इकोनॉमी सीट को बिजनेस सीट के लिए आवंटित जगह से स्थानांतरण की मांग के आधार पर आसानी से बदल सकते हैं सीटों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि अक्सर प्लग आउट प्रकार में प्लग होता है या कुछ मामलों में आप विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बना सकते हैं जो सुविधाओं में शामिल होती हैं और आप एक इंटर तत्काल वर्ग भी बना सकते हैं जैसे अर्थव्यवस्था व्यवसाय और बीच में आप एक बना सकते हैं परिवर्तनीय क्षमता जिसे हम एक प्रमुख अर्थव्यवस्था कहते हैं जहाँ सीटें एक अर्थव्यवस्था की सीट हो सकती हैं लेकिन सेवाएँ व्यावसायिक वर्ग और इसी तरह से समान होंगी ये कुछ अलग संभावनाएँ हैं जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है Refer Slide Time 0802 लेकिन जिस तरह से मैंने अभी विभिन्न प्रकार की बाल्टी के लिए ग्राफ को आकर्षित किया है आप आसानी से इसलिए समझ सकते हैं कि हम जो देख रहे हैं वह यह है कि फिर से हमने पहले देखा है कि इकाइयों की मात्रा का सहसंबंध है सेवा की प्रति यूनिट कीमत के साथ तो कुछ प्रकार की मांग है यह मांग है यह मांग काफी लोचदार है इसलिए जैसा कि आप प्रति यूनिट कीमत कम करते हैं तो आपकी मांग में बदलाव होगा इसलिए कीमत में एक छोटे से बदलाव का मतलब हो सकता है डिमांड पैटर्न में बड़ा बदलाव दूसरी ओर हमारी इस प्रकार की माँग हो सकती है जहाँ मूल्य में परिवर्तन हो सकता है लेकिन इससे व्यावहारिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा या माँग में बहुत कम परिवर्तन होगा तो यह है यह Di इसलिए सेवाओं की मांग को कहा जाता है कि इनलेटस्टिक बड़े परिवर्तन मूल्य परिवर्तन की मांग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और यह अन्य डी है जो मांग की कीमत लोचदार है कीमतों में छोटे बदलाव से मांग में बड़े बदलाव होते हैं ये हैं अब दिलचस्प रूप से हम पाते हैं कि इस तरह की सेवाओं में पूर्वानुमानित अवधि के लिए ये परिवर्तनीय मूल्य इसका मतलब है बॉम्बे गोवा उड़ान की तरह विभिन्न प्रकार की मांगें हैं और इसलिए विभिन्न प्रकार जिन्हें हम दर बाड़ कहते हैं इसका मतलब है कि अलग अलग कीमतों पर अलग अलग बाल्टी बनाना काफी संभव है अब यह दर उत्पाद से संबंधित हो सकती है इसलिए जैसा कि आप इस चार्ट पर देखते हैं कि यह यात्रा की श्रेणी व्यवसायिक वर्ग बनाम आर्थिक वर्ग या यह कमरे के निष्पादन के प्रकार प्रीमियर कक्ष डीलक्स रूम मानक कमरा हो सकता है इत्यादि या यह एक थिएटर में भी सीट का स्थान हो सकता है तो यह प्लैटिनम सीटों की तरह हो सकता है जो कुछ लक्जरी बैठने की व्यवस्था के साथ पीछे की ओर हैं और इसमें सोने चांदी और विभिन्न प्रकार की सीटें हो सकती हैं और जैसा कि आप आसानी से देखते हैं कि आप इन उत्पादों पर आधारित दर से बाड़ लगाने से परिचित हैं और आमतौर पर उपभोक्ताओं के रूप में जब व्यवसाय वर्ग के लोगों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे लगभग दोगुना कीमत अदा कर रहे हैं या हम कुछ भी नहीं समझते हैं कि ग्राहकों के प्लेटिनम वर्ग या सीटों के प्लेटिनम वर्ग को कुछ ग्राहकों को दिया जाता है हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं कभी कभी यह हो सकता है दर का निर्धारण कुछ सुविधाओं के आधार पर किया जा सकता है जैसे कि बहुत लोकप्रिय डबलरोटी और नाश्ता नाश्ते की लागत शामिल है या हवाई अड्डे से उठाना इसलिए जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं एक निश्चित प्रकार का किराया हो सकता है जहाँ एक आवास प्रदान किया जाएगा जो आपको उस शहर में अपने गंतव्य पर छोड़ देगी या वहाँ भी कर सकती है पहले भी आपके घर से पिकअप सेवा का उपयोग किया जाता था अपनी उड़ान के लिए इन दिनों जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो सेवा की बूंदें उनके बिजनेस क्लास या प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए कई एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाती हैं या आपके जाने से पहले मुफ्त लॉन्च की सुविधा हो सकती है आप आराम कर सकते हैं या अपने आगमन पर आप ताजा हो सकते हैं और एक शॉवर और अन्य के साथ सीधे अपनी नियुक्ति पर जाएं इसलिए बाड़ लगाना बेहतर हैं इसका मतलब है कि हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं पूरक सेवाओं या कोर सेवा के आसपास सेवाओं को बढ़ाने की एक सीमा बना रहे हैं तो कोर सेवा लंदन से दिल्ली लंदन से यात्रा है और इसलिए उस पाठ्यक्रम सेवा में उत्पाद आधारित बाड़ जो यात्रा की श्रेणी है आदि हो सकता है सुविधाओं पर आधारित हो सकता है जो वृद्धि या सेवा पूरक सेवाएं हैं या यह सेवा स्तर के संबंध में भी हो सकता है जैसे कि यदि आप लगातार यात्री हैं तो आपके पास एक निश्चित प्रकार की बाड़ है जो प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची से संबंधित है या यह सामान भत्ते में वृद्धि हो सकती है आम तौर पर अपने बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए सभी एयरलाइंस 30 किलोग्राम चेक बैगेज अलाउंस 10 किलो या 12 किलो हैंड सामान भत्ता प्रदान करेगी जबकि आर्थिक वर्ग के पास 15 किलो चेकिंग सामान भत्ता होगा और 7 किलो कैरी हो सकता है भत्ते पर कुछ मामलों में चेकिंग पैकेज मुफ्त चेकिंग सामान की सुविधा नहीं है इसलिए ये आप सेवा स्तर के आधार पर देखते हैं कि आप विभिन्न प्रकार की बाल्टियाँ बना सकते हैं बुकिंग के समय के हिसाब से लेन देन विशेषताओं पर आधारित हो सकता है तो यदि आप कल के लिए उड़ान के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि यह आप लगभग उच्चतम कीमत चुकाएंगे लेकिन दूसरी ओर यदि आप वास्तव में प्रस्थान से 2 घंटे पहले अपनी बुकिंग करते हैं तो आपको बहुत आकर्षक दर मिल सकती है क्योंकि यह कुछ शेष सीटों के लिए एयर लाइन्स द्वारा शुरू की गई लगभग एक बिक्री होगी जो अभी तक भरी नहीं गई हैं तो उच्चतम उस दिन या 3 दिन की उड़ान से पहले होगा जो कि यदि आप 3 सप्ताह 4 सप्ताह पहले बुक करते हैं तब कम दर हो सकती है इसी तरह यह काफी कम हो सकता है यदि आप वास्तव में उपलब्ध अंतिम मिनट की सीटें ले रहे हैं तो हम एक स्टैंडबाय चाल में हैं तो यह वही है जो हम समय बुकिंग के समय या आरक्षण के आधार पर करते हैं यह स्थान के लिए की गई बुकिंग भी हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली और लंदन के बीच वापसी टिकट के लिए टिकट खरीद रहे हैं और यदि आपका टिकट भारत में खरीदा जाता है तो यह बहुत संभव है कि आपका टिकट कीमत कम होगी जिस कीमत पर कोई भी समान रिटर्न के लिए भुगतान करेगा लेकिन टिकट लंदन में लंदन दिल्ली दिल्ली लंदन के लिए खरीदी जाती है जबकि आप दिल्ली लंदन लंदन दिल्ली का टिकट खरीद रहे हैं तो आप हैं हालांकि दो खंड समान हैं लेकिन लंदन में टिकट खरीदने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में आपकी कीमत अलग हो सकती है बेशक यह अलग भी हो सकता है क्योंकि आप बुधवार को यात्रा कर रहे हैं और इसलिए आपकी कीमत अधिक होगी तो किसी ऐसे व्यक्ति की यात्रा शनिवार को हो सकती है क्योंकि आम तौर पर कुछ सेगमेंट में सप्ताहांत ट्रैफिक कम हो सकता है लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि यह हमेशा सच नहीं होता है दिल्ली गोवा की उड़ान में सप्ताहांत ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकता है तो जिसका अर्थ है कि जैसा कि मैंने आज के सत्र की शुरुआत में उल्लेख किया है राजस्व प्रबंधन को सांख्यिकीय गणितीय मॉडल का उपयोग करके डेटा के अच्छे संग्रह और डेटा की अच्छी व्याख्या की बहुत आवश्यकता है यदि आप टिकट के उपयोग में लचीलेपन की तलाश में हैं तो कभी कभी आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है इसलिए यदि आप एक निश्चित दिन निश्चित उड़ान टिकट ले रहे हैं तो आमतौर पर टिकट की कीमत कम होगी जो कि वापसी योग्य या परिवर्तनशील है कभी कभी एक निश्चित मूल्य टिकट एक दंड के साथ बदल सकता है ये सभी अलग अलग प्रकार की दर की सूची हैं जो हम बना रहे हैं एक अन्य प्रकार की दर बाड़ की खपत विशेषताओं पर आधारित है इसका मतलब है उपयोग का समय और अवधि निर्धारित करें इसलिए खुश घंटों की तरह जो आमतौर पर 4 बजे और 6 बजे या 3 बजे के बीच होता है और शाम 6 बजे एक रेस्तरां में आपको 2 से 1 प्रकार के पेय उपलब्ध करा सकता है या यह आपको कुछ विशेष स्नैक्स प्रदान कर सकता है तो यही कारण है कि इस अवधि को पब बार और रेस्तरां में खुशी के पल कहा जाता है जहां खुशी के पल पेय परोसने के साथ आता है तो आप वास्तव में कम कीमत पर अपनी खुशी प्राप्त करते हैं या कभी कभी एयरलाइंस पर्यटन बोर्ड में खपत में एक सौदा देते हैं कि आपको गुरुवार को यात्रा करने और शनिवार को वापस नहीं आने पर कीमत कम करनी होगी लेकिन आप रविवार को वापस आ जाते हैं या आप सोमवार को लौटते हैं इसलिए सप्ताहांत यदि आप हांगकांग में रहते हैं तो कुछ टिकट कम कीमत पर होंगे क्योंकि एयरलाइन हांगकांग पर्यटन बोर्ड और इतने पर संयोजन के साथ काम करती है और यह कई अन्य देशों में लागू है या कभी कभी आप कम कीमत का भुगतान करते हैं यदि आप 7 दिनों के लिए रुकते हैं क्योंकि गंतव्य की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जाएगा यदि आप होटलों में घूम रहे हैं तो आप स्थलों की यात्रा कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक सप्ताह के लिए पेरिस के लिए टिकट ले रहे हैं इसका मतलब है कि आप 1 सप्ताह के बाद पुनर्मिलन कर रहे हैं कीमत की कीमत के मुकाबले सबसे सस्ता होने की संभावना है जो आप आज जा रहे हैं और कल या 2 दिन बाद वापसी करेंगे साथ ही कीमत प्रस्थान स्थान पर निर्भर करेगी इसलिए कभी कभी लंदन के लिए बैंकॉक से उड़ान भरने वाली उड़ानें दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने की तुलना में सस्ती हो सकती हैं इसलिए जैसा कि आप उपभोग विशेषताओं उत्पाद और उत्पाद से संबंधित अतिरिक्त लाभ या समय और समय से संबंधित अतिरिक्त लाभ के आधार पर देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की दरों की ओर जाता है और अंततः अंतिम विशेषताएं खरीदार की विशेषताएं हैं तो जो लोग नियमित यात्री हैं उन्हें एक निश्चित प्रकार का लाभ मिल सकता है जो लोग समूह में यात्रा कर रहे हैं इसलिए आपको एक टूरिंग ग्रुप के हिस्से के रूप में 35 लोगों की एक बार की बल्क बुकिंग मिल रही है और इसलिए वहाँ विशेष कीमत पर विचार किया जा सकता है जिसे आप एक पूरी क्रिकेट टीम के लिए एक होटल की ब्लॉक बुकिंग कर रहे हैं और इसलिए क्रिकेट टीम कर सकती है मांग और आम तौर पर कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार मिलेंगे जैसे खिलाड़ियों के लिए कपड़े धोने और एक विशेष भोजन लगभग मुफ्त नाश्ता और इतने पर और आगे हो सकता है और होटल को अपनी मांग पैटर्न के साथ इस तरह के पैकेज का भुगतान करना होगा इसलिए यदि आप होटल में एक समय में एक विशेष कीमत की तलाश कर रहे हैं तो बहुत व्यस्त मौसम है तो यह संभावना नहीं है कि आपको एक विशेष पैकेज मिलेगा इसलिए खरीदार विशेषताओं का समय आधारित संभावनाओं के साथ मिलान किया जाएगा और अंत में आपको इस तरह का एक आरेख मिलेगा जहां यह पहुंच है जो सीटों की संख्या की मांग को दर्शाता है और यह सीटों के लिए मूल्य दिखाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पहली श्रेणी है और यह वास्तव में मांग ग्राफ का हिस्सा है जो काफी अशुभ है इसलिए यह वह क्षेत्र है जहां इसके लिए एक निश्चित क्षमता बुक की जाएगी यह बहुत अधिक कीमत और संवेदनशील नहीं है और यह इस का एक हिस्सा होगा यदि यह कुल क्षमता है अगर यह कुल क्षमता है तो यह हिस्सा होगा प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित फिर एक और खंड हो सकता है एक और कोटा जो एक पूर्ण किराया अर्थव्यवस्था के लिए अलग सेट है फिर से ये आमतौर पर ऐसे लोग हैं जो व्यापारिक लोगों पर यात्रा कर रहे हैं जो वास्तव में कॉर्पोरेट यात्रियों पर हैं फिर से वे इस हिस्से में हैं जहाँ वे प्रथम श्रेणी के यात्रियों की तुलना में मूल्य में थोड़ा बहुत बदलाव करने के लिए बहुत संवेदनशील नहीं हैं फिर तदनुसार आप वास्तव में एक सप्ताह की अग्रिम खरीद कर सकते हैं कुछ शनिवार की रात 3 सप्ताह की अग्रिम खरीद पर रहें क्योंकि आप कीमतें देखते हैं के रूप में प्रति सीट की कीमत पर अपने नीचे आ रहा है और तदनुसार अपने बाल्टी आकार भी विस्तार हो रहा है इसलिए शनिवार की रात को रुकने के साथ हमारे पास तीन सप्ताह की अग्रिम खरीद है और यह वास्तव में एक विशेष पदोन्नति अवधि के लिए एक पसंदीदा खंड है और फिर से आपको अंतिम मिनट की सीटों के लिए देर से बिक्री दिखाई देती है जो कि हम बहुत कम कीमत पर भी कर सकते हैं क्योंकि यहां क्षमता निर्धारक में है यह अंतिम मिनट से बाहर की सीटें होंगी और इसलिए कई बार लोग इस स्टैंड को अवसर से लेते हैं हम लगातार 3 दिन हवाई अड्डे पर जा सकते हैं और विशेष रूप से चाहते हैं कि उन्हें वहां बहुत कम कीमत मिल जाए जो कि तलाश में हैं लेकिन जाहिर है किसी को एक नियुक्ति व्यवसाय की नियुक्ति बॉम्बे और कुछ विशेष दिन में होनी है तो उस व्यक्ति को इस स्तर पर कीमत चुकानी होगी जहां कीमत के रूप में कोई व्यक्ति इंतजार कर सकता है और मौका ले सकता है और हवाई अड्डे पर तीन बार जा सकता है और परवाह नहीं है कि वह किस दिन गोवा पहुंचेगी या नहीं तब कीमत काफी कम हो सकती है कभी कभी एयरलाइंस उनके मांग पैटर्न को देखते हैं इसलिए कई बार जैसे मानसून की बिक्री होती है इसका मतलब है कि अगस्त में दो सप्ताह की अवधि हो सकती है जहां बॉम्बे दिल्ली की कीमत घट सकती है तो आप लोगों को 50 प्रतिशत की छूट 40 प्रतिशत की छूट मिल सकती है इसलिए लोगों के पास सामान्य रूप से वे लोग नहीं होंगे जिनके पास सामान्य रूप से यात्रा नहीं होगी वे इस अवसर को ले लेंगे और उन सीटों पर कब्जा कर सकते हैं जो एक रिश्तेदारों के दोस्तों की यात्रा पर जा सकते हैं और इसी तरह तो यह एक चित्रण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मूल्य बाल्टियाँ और बाड़ समझ पैदा कर रहा है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको यह जानने के लिए पहले बहुत सारे अच्छे डेटा प्राप्त करने होंगे कि आपका डिमांड ग्राफ ऐसा है या ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है यह उस तरह के डेटा पर आधारित होता है जिसे आपने अपने डिमांड पैटर्न में देखा है आपको यह भी जानना होगा कि किस तरह की डिमांड किस प्रकार की है और आपकी क्षमता कितने प्रतिशत है किस तरह की डिमांड है किस तरह की पेमेंट क्षमता है किस तरह के ग्राहक हैं अलग अलग अन्य आवश्यकताएं क्या हैं तो एक होटल में व्यवसायिक मिठाई के लिए मुफ्त नाश्ता बनाना लगभग अनिवार्य हो सकता है लेकिन यह सामान्य कमरों के लिए आकर्षक हो सकता है या आप एक पैकेज बना सकते हैं जो सामान्य कमरों के लिए भी ब्रेड और नाश्ते का पैकेज है इसलिए सभी इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपकी सेवा क्या है आप किस प्रकार के डिमांड पैटर्न का पालन करते हैं आप किस तरह के लोगों की सेवा करते हैं किस तरह की भुगतान क्षमता किस तरह की विशेषताएं और इसी तरह इन सभी अच्छे डेटा के साथ आप इसे बना सकते हैं ग्राफ और फिर आप यह बाड़ बना सकते हैं इसलिए सेवा मूल्य को व्यवहार में लाना इस सवाल का मूल रूप से उत्तर दे रहा है जो आपके सामने है कि यह सात प्रश्न कितना चार्ज करना है और मुझे लगता है कि मुझे किससे और कितना चार्ज करना चाहिए मूल्य निर्धारण का आधार क्या है भुगतान एकत्र करना होगा यह किस तरह का भुगतान क्रेडिट कार्ड भुगतान है क्या यह नकद भुगतान है क्या यह लंबा श्रेय है क्या यह एक कॉर्पोरेट क्रेडिट है और इसी तरह और हमें भुगतान कब करना चाहिए जहां ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि किस पर और कब और कैसे आप अपनी कीमतों का संचार करते हैं क्योंकि एक बात यह है कि यदि आप राजस्व प्रबंधन या उपज प्रबंधन का अभ्यास करते हैं क्योंकि यह पता है कि परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण आपको बहुत स्पष्ट और पारदर्शी होना है और आप ऐसा क्यों और कैसे कर रहे हैं और कम से कम जो लोग रुचि रखते हैं वे आपकी कार्यप्रणाली उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों को यह महसूस न हो कि आप उन्हें एक सवारी के लिए ले जा रहे हैं या किसी की बहुत मांग होने पर उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुस्तक में जैसा कि मैंने अध्याय संख्या 6 का उल्लेख किया है जिसे आपको देखना है और इसके अलावा एक उत्कृष्ट लेख है जो मुझे लगता है कि इसे उपज प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक विविधता कहा जाता है और यह एक बहुत ही दिलचस्प शोध है और मुझे लगता है कि यह उपलब्ध पृष्ठ संख्या 196 है इसलिए यदि आप इसे अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया इस विशेष पेपर को और अधिक विस्तार से चर्चा के अलावा पढ़ें जो आप पृष्ठ १ ९ ६ पर हो सकते हैं और इस स्तर पर मैं उल्लेख कर सकता हूं कि इस पाठ्य पुस्तक में हमारी सेवाओं का विपणन सातवां संस्करण है हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प मामला है जो एक होटल के लिए है और राजस्व प्रबंधन की चुनौती है और राजस्व प्रबंधन का अभ्यास करने के लिए इसे एकत्र करने के लिए जिस तरह का डेटा है हम काफी अच्छी तरह से समझेंगे यदि आप केस नंबर 8 का अध्ययन करते हैं जो कि एक पीरियड की अवधि के दौरान आगरा के होटल ब्लॉक बुकिंग की क्षमता बहुत दिलचस्प है एक होटल के पास पहुंचने वाली क्रिकेट टीम के बारे में जो होटल बुकिंग के लिए एक बड़ा पर्यटन स्थल है और होटल प्रबंधन को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए और आप कर सकते हैं तो होटल प्रबंधन के साथ एक सलाह का विश्लेषण करें स्वीकार करना चाहिए कि क्रिकेट टीमों के अनुरोध में गिरावट होनी चाहिए और इससे आपको यह बेहतर समझ मिलेगी कि यह राजस्व प्रबंधन क्या है